स्वागत है हम ऑप्टिमाइजेशन के लिए गणितीय प्रारंभिक चरणों को देख रहे हैं और हमने आइगनवेक्टर और आइगनवैल्यू को देखा है इसमें हम एक को देखना शुरू करेंगे विभिन्न प्रकार के मैट्रिक्स जिन्हें पॉजिटिव सेमी डिफाइंड और पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स के रूप में जाना जाता है हम गुणों को देखने जा रहे हैं की परिभाषा और पॉजिटिव सेमी डेफिनिट के साथ साथ पॉजिटिव डेफिनिट पॉ जिटिव सेमी डेफिनिट और पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स और इसे अक्सर P S D मैट्रिक्स के रूप में संक्षिप्त किया जाता है और इसे अक्सर PD पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स के रूप में संक्षिप्त किया जाता है एक मैट्रिक्स पॉजिटिव सेमी डेफिनिट मैट्रिक्स हो सकता है यानी पॉजिटिव सेमी डेफिनिट मैट्रिक्स और पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स हो सकते हैं और निश्चित रूप से ये दोनों को एक बार फिर से केवल स्क्वेर मैट्रिक्स के लिए परिभाषित किया गया है ठीक है आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की अवधारणा के समान ये स्क्वेर मैट्रिक्स के लिए परिभाषित किए गए हैं केवल स्क्वेयर के लिए परिभाषित किया गया है अब यदि अब मैट्रिक्स ए एक मैट्रिक्स ए को एक स्क्वेयर मैट्रिक्स ए पर विचार करें अब यदि वास्तविक मामले के लिए यदि एक्स बार सभी एक्स बार के लिए 0 से अधिक या बराबर ए एक्स बार को ट्रांसपोज़ करता है तो ए एक पॉजिटिव सेमी डेफिनिट मैट्रिक्स है तो एक्स बार ट्रांसपोज़ ए एक्स बार 0 से अधिक या बराबर है अब यदि X बार ट्रांसपोज़ ए एक्स बार सभी एक्स बार के लिए 0 से सख्ती से अधिक है तो ए एक पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स है तो यह पॉजिटिव सेमी डिफाइनाइट और पॉजिटिव डेफिनिट है डेफिनिट मैट्रिक्स यदि एक्स बार ट्रांसपोज़ ए एक्स बार 0 से अधिक या बराबर है तो सभी एक्स बार सभी वेक्टर एक्स बार के लिए यह पॉजिटिव सेमी डेफिनिट है यदि यह 0 से सख्ती से अधिक है तो यह सकारात्मक निश्चित है अब ये वास्तविक वैक्टर और वास्तविक मैट्रिक्स के लिए हैं

अब जटिल वैक्टर और मैट्रिक्स के लिए अब यह परिभाषा है एक मैट्रिक्स के जटिल वैक्टर के लिए जैसा कि हमने पहले देखा है हमें ट्रांसपोज़ को हर्मिटियन द्वारा प्रतिस्थापित करना होगा

तो एक्स बार हर्मिटियन ए एक्स बार सभी एक्स बार के लिए 0 से अधिक या उसके बराबर है सकारात्मक अर्ध परिभाषित का तात्पर्य है और आगे एक्स बार हर्मिटियन ए एक्स बार सभी एक्स बार के लिए 0 से अधिक सख्ती से एक सकारात्मक निश्चित मैट्रिक्स का तात्पर्य है यह परिभाषा जटिल मैट्रिक्स और वैक्टर के लिए है

आइए इसे समझने के लिए एक सरल उदाहरण लेते हैं एक स्क्वेयर मैट्रिक्स को एक स्क्वेयर 18 पर विचार करें आइए हम स्क्वेर मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 स्क्वेर मैट्रिक्स 2 6 6 18 पर विचार करें अब आइए हम एक्स बार को देखें ए एक्स बार ट्रांसपोज़ करें यह एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है तो वेक्टर एक्स बार 2 आयामी एक्स 1 एक्स 2 गुना 2 6 6 18 होगा एक्स 1 एक्स 2 में और यह के बराबर है आप देख सकते हैं कि यह के बराबर होगा ठीक है यह दो बार एक्स 1 स्क्वेयर के बराबर होगा जब आप इसे बाहर प्लस 18 एक्स 2 स्क्वेयर प्लस 12 से गुणा करते हैं एक्स 1 एक्स 2 बार और यह आपके बराबर होगा आप आसानी से एक्स 1 प्लस 3 बार एक्स 2 स्क्वेयर की जांच कर सकते हैं जो एक परफेक्ट स्क्वेर है और इसलिए यह हमेशा 0 से अधिक या बराबर होता है इसलिए लेकिन और इसलिए अब आप इसे भी देख सकते हैं यह सिर्फ यह नहीं है कि यह 0 से अधिक सख्ती से अधिक नहीं है क्योंकि 2 एक्स 1 प्लस 3 एक्स 2 0 के बराबर है एक्स 1 बराबर माइनस 3 भाग 2 एक्स 2 है तो यह केवल 0 से अधिक या बराबर है यदि 2 एक्स 1 प्लस 3 बराबर 0 के बराबर है तो यह 0 होगा वह है एक्स बार ट्रांसपोज़ एक्स बार 0 होगा अन्यथा यह 0 से अधिक है इसलिए सामान्य तौर पर यह 0 के बराबर से अधिक है इसलिए मैट्रिक्स ए सकारात्मक अर्ध परिभाषित है

इसलिए यह मैट्रिक्स इसलिए ए पॉजिटिव सेमी डेफिनिट है क्योंकि एक्स बार ट्रांसपोज़ ए एक्स बार 0 से अधिक या 0 के बराबर है सभी एक्स बार के लिए 0 से अधिक या 0 के बराबर है आइए हम कुछ को देखें आइए हम इस सकारात्मक अर्ध निश्चित की एक विशेषता को देखें

आइए हम एक बहुत ही दिलचस्प प्रॉपर्टी को देखें आइए हम इस की एक दिलचस्प प्रॉपर्टी को देखें अब आइगन वैल्यू पर विचार करें क्योंकि ये स्क्वेर मैट्रिक्स आइगन वैल्यू हैं

तो यदि ए पॉजिटिव डिफाइनिट है तो ए के आइगन वैल्यूज लैम्ब्डा I को लैम्ब्डा I ब्रैकेट ए द्वारा दर्शाया जाता है ये सभी आइगन वैल्यूज से सख्ती से अधिक हैं 0 से अधिक होना चाहिए

दूसरी ओर यदि ए P S D है तो आइगन वैल्यू 0 के बराबर से अधिक है यह कुछ इगेन वैल्यू 0 हो सकते हैं और उनमें से बाकी 0 से अधिक हैं तो यह एक दिलचस्प बिंदु है PD मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू 0 से सख्ती से अधिक हैं P S D मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू 0 से अधिक या उसके बराबर है फिर से आइए हम जाँच करें पिछले उदाहरण पर इस प्रॉपर्टी को सत्यापित करें तो आइए हम ए को देखें फिर से आइए हम उदाहरण देखें

ए हमारे मैट्रिक्स 2 6 6 18 के बराबर है

आइगन वैल्यू की गणना करने के लिए ए माइनस लैम्ब्डा I के कैरेक्टरिस्टिक पोलीनोमिअल डिटर्मिनेंट पर विचार करना होगा जो 2 माइनस लैम्ब्डा 6 6 18 माइनस लैम्ब्डा का डिटर्मिनेंट है और इसे सरलीकृत किया जा सकता है डिटर्मिनेंट को 2 माइनस लैम्ब्डा बार 18 माइनस लैम्ब्डा माइनस 36 के बराबर 0 के रूप में सरलीकृत किया कैरेक्टरिस्टिक समीकरण है मैट्रिक्स के लिए विशेषता बहुपद और विशेषता समीकरण याद रखें इसका मतलब है कि अब यदि आप इसे सरल बनाते हैं तो इसका मतलब है कि 36 माइनस 20 लैम्ब्डा प्लस लैम्ब्डा स्क्वेर माइनस 36 0 के बराबर है

इसका अर्थ है लैम्ब्डा स्क्वेर माइनस 20 लैम्ब्डा बराबर 0 है जो लैम्ब्डा स्क्वेर का अर्थ है लैम्ब्डा स्क्वेर बराबर 20 लैम्ब्डा का अर्थ है लैम्ब्डा बराबर 0 अल्पविराम 20 है ये दो आइगन वैल्यूज हैं तो आप वास्तव में देख सकते हैं आप जो देख सकते हैं वह बहुत दिलचस्प है कि एक आइगन वैल्यू वास्तव में 0 सही है लैम्ब्डा 1 हैं वास्तव में 0 है एक आइगन वैल्यू 0 है इसका तात्पर्य है कि वास्तव में आप भी देख सकते हैं और हमने यह भी जांच की कि मैट्रिक्स P S D है पॉजिटिव सेमी डिफाइनेट है अब एक सममित मैट्रिक्स के लिए यदि इगेन वैल्यू 0 के बराबर से अधिक है तो मैट्रिक्स एक निष्कर्ष भी निकाल सकता है कि यह न केवल फॉरवर्ड प्रॉपर्टी है बल्कि यह भी कि नदी जो सही है यदि एक सममित मैट्रिक्स के लिए है यदि इगेन वैल्यू 0 के बराबर से अधिक है तो मैट्रिक्स पॉजिटिव सेमी डिफाइनेट है यदि इगेन वैल्यू 0 से अधिक है तो मैट्रिक्स पॉजिटिव डिफाइनेट है सममित मैट्रिक्स ए के लिए यदि लैम्ब्डा i 0 के बराबर से अधिक है तो ए पॉजिटिव सेमी डेफिनिट है

यदि लैम्ब्डा i ए से अधिक है तो ए एक पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स है आइए अब हम एक और महत्वपूर्ण अवधारणा को देखते हैं जो कि गॉसियन रैंडम वेरिएबल है जिसे हम अनुकूलन के हमारे ढांचे में भी अक्सर उपयोग करने जा रहे हैं इसलिए हम गौसियन रैंडम वेरिएबल्स की मूल अवधारणाओं को देखना चाहते हैं जो ऑप्टिमाइजेशन पर हमारी चर्चा के लिए केंद्रीय हैं तो एक गॉसियन रैंडम वेरिएबल क्या है खैर X एक गॉसियन रैंडम वेरिएबल है X गॉसियन रैंडम वेरिएबल है जिसका अर्थ म्यू के बराबर है और सिग्मा स्क्वायर के बराबर वैरिएंस है जिसे इस नोटेशन द्वारा दर्शाया गया है गॉसियन को एक सामान्य रैंडम वेरिएबल के रूप में भी जाना जाता है जिसे इस नोटेशन द्वारा दर्शाया गया है मतलब स्क्रिप्ट n मतलब म्यू वैरिएंस सिग्मा स्क्वायर ठीक है और इस प्रत्येक यादृच्छिक चर के संभाव्यता घनत्व फ़ंक्शन में एक संभाव्यता घनत्व फ़ंक्शन होता है जो कि 1 से अधिक 2 pi सिग्मा स्क्वेयर के वर्गमूल के रूप में दिया जाता है जो कि गौसियन यादृच्छिक चर के लिए e को माइनस एक्स माइनस म्यू पूरे स्क्वेयर से 2 सिग्मा स्क्वेयर तक बढ़ाया जाता है यह क्या है यह मूल रूप से आपका पीडीएफ या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फ़ंक्शन है

पीडीएफ का अर्थ म्यू और भिन्नता के साथ गौसियन यादृच्छिक चर सिग्मा स्क्वेयर के बराबर है तो यह प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फ़ंक्शन है और आप यह भी याद कर सकते हैं कि आप में से कई परिचित हो सकते हैं कि इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फ़ंक्शन का आकार इस बेल के आकार के वक्र द्वारा दिया जाता है यह पीक x म्यू पर होता है जो कि औसत है और इसका प्रसार सिग्मा वर्ग के बराबर वैरिएंस द्वारा नियंत्रित होता है तो पीक गौसियन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फ़ंक्शन को शिफ्ट करता है और यह मीन के बारे में सममित है यह एक बेल के आकार का वक्र है और इसका प्रसार विचरण द्वारा नियंत्रित किया जाता है उदाहरण के लिए यदि विचरण कम हो जाता है तो प्रसार कम हो जाता है गॉसियन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फ़ंक्शन अधिक से अधिक हो जाता है जो अधिक से अधिक औसत के आसपास केंद्रित होता है इसलिए जैसे जैसे विचरण कम होता जाता है यह औसत के आसपास अधिक से अधिक केंद्रित हो जाता है

जैसे जैसे विचरण कम होता जाता है यह औसत के आसपास केंद्रित हो जाता है

और अब कोई भी एक नए यादृच्छिक चर एक्स tilde को परिभाषित कर सकता है औसत को घटाकर और विचलन या सिग्मा के वर्गमूल से विभाजित करके जो मानक विचलन है तो अब आप देख सकते हैं कि यह एक्स टिलडे भी है जो औसत को घटाकर और मानक विचलन सिग्मा से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है अब यह एक्स टिलडे भी एक गॉसियन RV है और एक्स टिलडे के बारे में कुछ दिलचस्प है एक्स tilde का औसत 0 होगा जिसका अपेक्षित मान 0 है और इस मामले में एक्स tilde माइनस म्यू या एक्स tilde स्क्वेयर का अपेक्षित मान है क्योंकि मतलब 0 1 के बराबर है तो 0 के बराबर मतलब और एक्स tilde मतलब 0 और विचरण एकता के साथ गॉसियन RV है

तो यह Gaussian RV है जिसका औसत 0 के बराबर है और विचरण 1 के बराबर है इस तरह के एक गॉसियन RV का औसत 0 के बराबर है विचरण 1 के बराबर है इसे मानक सामान्य यादृच्छिक चर कहा जाता है मानक सामान्य इसे मानक सामान्य यादृच्छिक चर कहा जाता है और अब हम परिभाषित करते हैं अब इस मानक सामान्य यादृच्छिक चर का उपयोग Q फ़ंक्शन के रूप में जाना जाता है को परिभाषित करने के लिए किया जाता है तो यह अब मानक सामान्य यादृच्छिक चर की संभावना घनत्व फ़ंक्शन जो डिज़ाइन करना भी सरल है क्योंकि इसका मतलब म्यू 0 और विचरण 1 के बराबर है तो आप गॉसियन रैंडम वेरिएबल के प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के लिए पहले के एक्सप्रेशन में म्यू को 0 के बराबर और सिग्मा को 1 के बराबर प्रतिस्थापित करते हैं और आपको जो मिलता है वह मानक गॉसियन रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ है जो 2 pi के स्क्वेर रूट पर 1 के रूप में दिया गया है चूंकि सिग्मा स्क्वेर 1 के बराबर है 1 से अधिक स्क्वेर रूट 2 पाई e को माइनस एक्स टिलडे स्क्वेर तक बढ़ाया गया है याद रखें कि म्यू 0 है इसलिए एक्स टिलडे माइनस म्यू बस एक्स टिलडे है एक्स टिलडे स्क्वेर को 2 से विभाजित किया गया है फिर से एक बार फिर सिग्मा स्क्वेर 1 के बराबर है यह मानक सामान्य का पीडीएफ है

और कोई मानक सामान्य के पीडीएफ के Q फ़ंक्शन को परिभाषित कर सकता है जो कि इस मानक सामान्य गॉशियन यादृच्छिक चर एक्स tilde की संभावना है जो एक्स नाट की मात्रा से अधिक या बराबर है जिसे Q of एक्स नाट द्वारा दर्शाया गया है इसे Q फ़ंक्शन या गॉसियन Q फ़ंक्शन भी कहा जाता है

यह संभावना है कि मानक सामान्य चर एक्स tilde एक्स नाउ से अधिक या बराबर है जो इंटीग्रल एक्स नाउ से अनंत तक दिया जाता है मानक सामान्य चर 1 के प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का इंटीग्रल 2 pi e के स्क्वेर रूट से माइनस एक्स tilde स्क्वेर तक बढ़ाया जाता है जो कि एक्स tilde के 2 गुना d से विभाजित होता है यह संभावना है कि यह भी संभावना के बराबर है कि एक्स tilde अंतराल एक्स नाउ कॉमा अनंत से संबंधित है यह मूल रूप से हम जो पूछ रहे हैं वह यह सवाल है कि एक्स की संभावना क्या है कि मानक सामान्य यादृच्छिक चर एक्स शून्य के बराबर से अधिक मान लेता है या मूल रूप से यह अंतराल एक्स शून्य से अनंत में है और याद रखें कि रैंडम वेरिएबल किसी विशेष अंतराल में स्थित होने की संभावना उस अंतराल पर रैंडम वेरिएबल के प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फ़ंक्शन के इंटीग्रल द्वारा दी जाती है तो इसलिए यह इंटीग्रल एक्स शून्य द्वारा दिया गया है यह प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल एक्स शून्य से अनंत तक दी गई है 1 से अधिक 2 pi e के वर्गमूल को माइनस एक्स टिलडे स्क्वेयर से बढ़ाकर 2 dx टिलडे से विभाजित किया जाता है और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है यह संभावना को दर्शाता है कि यह गौसियन यादृच्छिक चर औसत 0 और विचरण के साथ 1 के बराबर है इस मात्रा एक्स शून्य से अधिक है तो यह संभावना को दर्शाता है कि या पीडीएफ के तहत क्षेत्रफल एक्स शून्य के बराबर से अधिक है इसे मानक सामान्य यादृच्छिक चर की पूंछ संभावना के रूप में भी जाना जाता है

को मानक सामान्य की टेल संभावना के रूप में भी जाना जाता है एक्स शून्य से शुरू होने वाली पूंछ के नीचे संभावना है इसे कॉम्प्लीमेंटरी क्युमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन के रूप में भी जाना जाता है संचयी घनत्व फ़ंक्शन संभावना देता है कि यादृच्छिक चर एक्स शून्य से कम मान लेता है उस का पूरक या 1 माइनस C D F संभावना देता है कि यह एक्स शून्य से अधिक या उसके बराबर है इसलिए इसे कॉम्प्लीमेंटरी क्युमुलेटिव के रूप में जाना जाता है जिसे कॉम्प्लीमेंटरी क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या स्टैण्डर्ड नॉर्मल रैंडम के C C D F के रूप में भी जाना जाता है अब हम एक मल्टीवेरिएट गॉसियन रैंडम वेरिएबल या गॉसियन रैंडम वेक्टर पर आते हैं एक गॉसियन रैंडम वेक्टर जिसमें कई घटक हैं उनमें से प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से गॉसियन है और वे सभी संयुक्त रूप से गॉसियन हैं तो हम एक बहुभिन्नरूपी गौसियन आरवी के बारे में बात करेंगे

अब एक बहुभिन्नरूपी गौसियन RV एक्स बार द्वारा दिया गया है जो x1 x2 से xn तक है और यह एक गौसियन यादृच्छिक वेक्टर एक्स बार है

यह एक गॉसियन रैंडम वेक्टर एक्स बार है और एक्स बार x1 x2 xn के बराबर है तो इसमें n घटक हैं हम औसत को दर्शाएंगे अब प्रत्येक घटक का एक औसत होने वाला है तो मतलब एक वेक्टर होने जा रहा है जो एक्स बार से प्रत्येक घटक के अपेक्षित मूल्य के बराबर है तो यह एक n आयामी वेक्टर होने जा रहा है जिसे हम इस द्वारा दर्शाएंगे कि विभिन्न घटकों का औसत म्यू 1 म्यू 2 से म्यू n तक हो तो यह मूल रूप से आपका औसत वेक्टर है तो मतलब एक वेक्टर होने जा रहा है तो आप इसे मल्टीवेरिएट गॉसियन रैंडम वेरिएबल के मीन वेक्टर के रूप में भी कह सकते हैं और आगे हमारे पास वैरिएंस के बजाय हमारे पास कोवेरिएंस मैट्रिक्स होगा जो प्रत्येक घटक के वैरिएंस को देखता है और क्रॉस कोवेरिएंस भी इस यादृच्छिक वेक्टर के प्रत्येक तत्व के अनुरूप क्रॉस कोरेलेशन को सही करता है और कोवेरिएंस मैट्रिक्स को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है कि R एक्स बार माइनस म्यू बार के अपेक्षित मूल्य के बराबर है एक्स बार माइनस म्यू बार ट्रांसपोज़ में और यह याद है कि इसे कोवेरिएंस मैट्रिक्स कहा जाता है

इसे कोवेरिएंस मैट्रिक्स कहा जाता है और यह एक n क्रॉस n मैट्रिक्स है इसे कोवेरिएंस मैट्रिक्स कहा जाता है और यह एक n क्रॉस n मैट्रिक्स है और बहुभिन्नरूपी गौसियन यादृच्छिक चर की संभावना घनत्व फ़ंक्शन है और आप इसे फिर से n के रूप में भी इंगित कर सकते हैं तो मल्टीवेरिएट गॉसियन रैंडम वेरिएबल को आप इसे औसत वेक्टर म्यू बार और कोवेरिएंस मैट्रिक्स R के साथ गॉसियन रैंडम वेरिएबल के रूप में दर्शा सकते हैं और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फ़ंक्शन को 1 ओवर स्क्वेर रूट 2 pi पॉवर n तक बढ़ाया जाता है

कोवेरिएंस मैट्रिक्स R टाइम्स e का डिटर्मिनेंट माइनस हाफ x बार माइनस म्यू बार ट्रांसपोज़ R इनवर्स x बार माइनस म्यू बार है और यह मूल रूप से मल्टिवेरिएट गॉसियन रैंडम वेक्टर का पीडीएफ है जिसका मीन्स बराबर म्यू बार और कोवेरिएंस मैट्रिक्स है

और कोवेरिएंस मैट्रिक्स R के बराबर है और यह मल्टीवेरिएट गॉसियन रैंडम वेक्टर के पीडीएफ के लिए अभिव्यक्ति है आइए अब इसे समझने के लिए एक उदाहरण देखें और इस बहुभिन्नरूपी गॉसियन यादृच्छिक वेक्टर के एक दिलचस्प विशेष मामले को देखें जो तब होता है जब इस गॉसियन यादृच्छिक वेक्टर के विभिन्न घटक स्वतंत्र होते हैं तो एक बहुभिन्नरूपी गौसियन पर विचार करें जिसमें अपेक्षित एक्स बार बराबर म्यू बार 0 वेक्टर के बराबर है और एक्स i का अपेक्षित मान एक्स j के विभिन्न घटकों के बराबर है यदि i j के बराबर नहीं है और सिग्मा स्क्वेयर यदि i j के बराबर है तो हम जो देख रहे हैं वह है एक्स i एक्स j का क्रॉस कोरिलेशन अपेक्षित मान यदि i j के बराबर नहीं है तो 0 है और प्रत्येक एलिमेंट के प्रत्येक वेरिएंस के सभी वेरिएंस सिग्मा स्क्वेर हैं तो ये मूल रूप से आप देख सकते हैं कि मूल रूप से इन्हें अनकोरिलेटेड रैंडम वेरिएबल्स के रूप में जाना जाता है क्योंकि सहसंबंध 0 है तो ये मूल रूप से असंबद्ध हैं अनकोरिलेटेड गौसियन रैंडम वेरिएबल्स क्रॉस कोरिलेशन क्रॉस कोवेरिएंस 0 है ये अनकोरिलेटेड गौसियन रैंडम वेरिएबल्स हैं और अब यदि आप इस के कोवैरिएंस की गणना करते हैं जो इस के कोवैरिएंस मैट्रिक्स के रूप में दिया जाएगा जो कि दिया जाएगा और साथ ही हमने पहले ही देखा है कि एक्स बार माइनस म्यू बार एक्स बार माइनस म्यू बार ट्रांसपोज़ है अब म्यू bar 0 है तो यह बस एक्स बार का एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स बार ट्रांसपोज़ होगा जो अब मुझे इसे अपने वेक्टर के संदर्भ में लिखने दें यह एक्स बार का अपेक्षित मान होने जा रहा है जो वेक्टर एक्स 1 एक्स 2 एक्स n है ट्रांसपोज़ एक्स 1 में जो कि रो वेक्टर है याद रखें कि कॉलम वेक्टर का ट्रांसपोज़ एक रो वेक्टर है और अब एक बार जब आप इसकी गणना करते हैं तो आप जो देखेंगे वह यह है कि यदि आप इसकी गणना करते हैं तो आपके पास एक्स 1 स्क्वेयर जैसी प्रविष्टियां होंगी तो ऑफ डायगोनल प्रविष्टियां एक्स 1 एक्स 2 एक्स 2 एक्स 1 एक्स 2 स्क्वेयर और इसी तरह होंगी और अब यदि आप इस मैट्रिक्स को देखते हैं तो विकर्ण पर प्रत्येक तत्व का अपेक्षित मूल्य x1 स्क्वेयर x2 स्क्वेयर x3 स्क्वेयर और इसी तरह का अपेक्षित मूल्य सिग्मा स्क्वेयर है लेकिन ऑफ डायगोनल प्रविष्टियों x1 x2 x2 x1 आदि के अपेक्षित मान 0 हैं क्योंकि हमने यादृच्छिक चर को असंबद्ध माना है और इसलिए कोवेरिएंस मैट्रिक्स मूल रूप से आप सिग्मा स्क्वेयर में कम हो जाता है सभी विकर्ण तत्व सिग्मा स्क्वेयर हैं ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं और इसलिए यह भी 0 है सिग्मा स्क्वेर टाइम्स आइडेंटिटी और अब एक बार जब आप गणना करते हैं तो हमारा कोवेरिएंस मैट्रिक्स सिग्मा स्क्वेर टाइम्स आइडेंटिटी के बराबर है यह याद है कि यह हमारा कोवेरिएंस मैट्रिक्स है और इसलिए मल्टीवेरिएट गॉसियन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फ़ंक्शन को 1 ओवर स्क्वेर रूट के रूप में दिया गया है अब यदि आप इस के निर्धारक को देखते हैं तो r का निर्धारक सिग्मा स्क्वेयर गुना पहचान निर्धारक है जो कि 2 n की शक्ति में सिग्मा स्क्वेयर है और इसलिए संभावना घनत्व फ़ंक्शन 1 ओवर है मुझे इसे अलग से लिखने दें 1 ओवर स्क्वेर रूट है 2 pi की शक्ति में उठाया गया है n सिग्मा की शक्ति में उठाया गया है 2 n की शक्ति में यह निर्धारक बार e को माइनस आधा एक्स बार माइनस म्यू बार तक बढ़ाया गया है जो कि एक्स बार ट्रांसपोज़ n की पावर को 2 बार e से माइनस आधा या 1 से 2 सिग्मा स्क्वेर एक्स बार ट्रांसपोज़ एक्स बार ट्रांसपोज़ आइडेंटिटी एक्स बार है एक्स बार ट्रांसपोज़ एक्स बार

लेकिन याद रखें एक्स बार ट्रांसपोज़ एक्स बार याद रखें एक्स बार ट्रांसपोज़ एक्स बार एक्स बार के मानदंड के बराबर है जो एक्स 1 स्क्वेयर प्लस एक्स 2 स्क्वेयर प्लस के बराबर है एक वास्तविक वेक्टर एक्स बार के लिए एक्स n स्क्वेयर तक और इसलिए यह भी 1 से 2 पाई सिग्मा स्क्वेयर के बराबर है 2 गुना e से n की पावर को माइनस 1 से 2 सिग्मा स्क्वेर नॉर्म एक्स बार स्क्वेर तक बढ़ाएं और यह भी 1 से 2 पाई सिग्मा स्क्वेर n से 2 e से माइनस 1 से 2 सिग्मा स्क्वेर सममेशन 1 के बराबर है i से n xi स्क्वायर और दिलचस्प बात यह है कि अब आप इसे उत्पाद I के रूप में भी लिख सकते हैं जो 1 से n 2 pi सिग्मा स्क्वेयर या 1 से अधिक है आप इसे 1 से अधिक 2 pi सिग्मा स्क्वेयर के वर्गमूल के रूप में भी लिख सकते हैं जो कि 2 सिग्मा स्क्वेयर से विभाजित माइनस xi स्क्वेयर तक बढ़ जाता है और इसलिए अब यह उत्पाद प्रतीक है सममेशन के समान यह आपका प्रोडक्ट सिंबल है उत्पाद i 1 से n के बराबर है और अब आप देखते हैं कि ये व्यक्तिगत पीडीएफ हैं ये विभिन्न यादृच्छिक चर Xi के व्यक्तिगत गौसियन पीडीएफ हैं जिसका अर्थ 0 के बराबर है और सिग्मा स्क्वेयर के बराबर है और इसलिए आप जो देख रहे हैं वह यह है कि जब यह गौसियन जब यह घटक गौसियन यादृच्छिक चर असंबद्ध हैं संयुक्त गौसियन बहुभिन्नरूपी गौसियन पीडीएफ व्यक्तिगत पीडीएफ के उत्पाद के बराबर है जिसका अर्थ है कि ये यादृच्छिक चर न केवल असंबद्ध हैं बल्कि वे स्वतंत्र भी हैं और यह गौसियन रैंडम वेरिएबल का एक अनूठा गुण है यदि दो गौसियन रैंडम वेरिएबल्स अनकोरिलेटेड हैं तो वे भी इंडिपेंडेंट हैं यह किसी भी सामान्य रैंडम वेरिएबल के लिए सच नहीं है यह एक दिलचस्प गुण है जो केवल गॉसियन रैंडम वेरिएबल के लिए लागू होता है तो इसका तात्पर्य है कि गॉसियन RV भी स्वतंत्र हैं

तो एक गॉसियन RV के लिए अनकोरिलेटेड का तात्पर्य है कि वे इंडिपेंडेंट हैं हालांकि यह किसी भी सामान्य रैंडम वेरिएबल के लिए सच नहीं है और यह महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है जो के लिए सच नहीं है लेकिन दूसरी तरफ हमेशा किसी भी यादृच्छिक चर के लिए सही है यदि वे स्वतंत्र हैं यदि दो यादृच्छिक चर स्वतंत्र हैं तो वे असंबद्ध होने जा रहे हैं यह सामान्य तौर पर है यह केवल एक गॉसियन रैंडम वेरिएबल के लिए है यह सच है कि यदि वे अनकोरेलेटेड हैं तो वे भी इंडिपेंडेंट हैं यह किसी भी सामान्य रैंडम वेरिएबल के लिए सच नहीं है ठीक है तो यह छोटा सा उदाहरण मल्टीवेरिएट गॉसियन रैंडम वेक्टर के इस दिलचस्प गुण को दर्शाता है ठीक है इसलिए हम यहां रुकेंगे और बाद के मॉड्यूल में अन्य पहलुओं के साथ जारी रखेंगे

धन्यवाद